मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में पुनः स्वागत है हम अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे और इस व्याख्यान में मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाऊंगी विशेषकर वैश्विक अंतरराष्ट्रीय रोज़गार कानून औद्योगिक संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता हम भारत के संदर्भ में रोजगार कानून के बारे में बात कर चुके हैं हम सामान्य औद्योगिक संबंध के बारे में बात कर चुके हैं और हम नैतिकता के बारे में तथा सामान्य रूप से कानून के बारे में बात कर चुके हैं अब हम मानव संसाधन प्रबंधक के परिप्रेक्ष्य से इन सिद्धांतों का वैश्विक वातावरण मे उपयोग के बारे में बात करेंगे स्रोत स्कुलर ब्रिस्को स्कुलर और क्लॉस की पुस्तक और गोमेज़ मेजिया बल्किन और कार्डी की पुस्तक हैं चलिए हम इसके साथ चलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सांगठनिक प्रसंग में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं इसीलिए जब हम बात करते हैं कि यह संस्था कहां स्थित है हम उन संस्थाओं के बारे में बात करते हैं जो इनके कार्यों का संचालन करती है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन OECD वर्ल्ड बैंक और भारतीय मुद्रा कोष मुझे क्षमा करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन और समझौते तो हमारे पास विश्व व्यापार संगठन है हमारे पास NAFTA हैहमारे पास MERCOSUR है हमारे पास एंडियन कम्युनिटी आसियान एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यूरोपियन यूनियन इत्यादि है और हमारे पास वाणिज्य कूटनीति है इसीलिए विभिन्न तरीकों से संगठनों जो विश्व भर में स्थित हैं उनके के गतिविधियों की निगरानी की जाती है ये वो विभिन्न संगठन जो हमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सीमाओं के अंदर रहने में मदद करते हैं सांगठनिक संदर्भ पुन वाणिज्य कूटनीति जब हम वाणिज्य कूटनीति की बात करते हैं हम व्यापार वार्ता के बारे में बात कर रहे हैं हम विभिन्न देशों के नागरिकों पर नीतियों के प्रभाव का निर्णय लेने के बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं सरकारी नियमों का मेजबान देश के अंदर विदेश में जहां लोग प्रवास कर रहे हैं मूल देश के अंदर जहां संगठन चल रहा है चाहे संगठन की गतिविधि किस चरण में है इत्यादि के बारे में हमारे पास कानून है हमारे पास मानदंड है क्या होगा यदि कर्मचारी कुछ गैरकानूनी करते हैं कैसे किस देश का नियम कौन सा कानून व्यक्ति के कार्यों को कौन सा देश नियंत्रित करेगा इत्यादि हमारे पास मानदंड है जब हम उत्पाद या सेवा के उत्पादन करते हैं किस मानदंड का पालन करते हैं हम किस मानदंड का पालन करेंगे निर्णय कौन करेगा इन मानदंडों का निर्धारण कौन करेगा और कौन इन मानदंडों को लागू करेगा इसीलिए हम विभिन्न मानदंडों उत्पादन और बिक्री के उपरांत सेवा चरणों औद्योगिक सब्सिडी को संकल्पना करते समय कितना महत्व देते हैं आप जानते हैं हमें कब कहां और किस प्रकार की सब्सिडी मिलती है हमें सरकार विभिन्न चीजों को करने के लिए कैसे मदद करती है ये नियम कहां है हम नियमों के अधीन रहेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है और हम जिस सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण में कार्य करते हैं वहां से कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं वाणिज्य कूटनीति में दूसरा विषय कॉरपोरेटर आचरण है रोजगार के समतुल्य मानदंड जैसा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने कहा है आप जानते हैं ये वो विषय हैं जिनसे हम संघर्ष करते हैं जब हम एक से अधिक देशों में काम करते हैं संघ की स्वतंत्रता विभिन्न देशों में कैसे संघीकरण कैसे सामूहिक सौदेबाजी सौदेकारी कैसे संगठित श्रम से व्यवहार करते हैं यह कुछ चीज है जिसे मानव संसाधन प्रबंधन को तलाश करना होगा और उनसे निपटना होगा तथा अपने बाकी संगठन को बताना होगा रोजगार के समान अवसर और गैर पक्षपात पक्षपात रहित हमें प्रत्येक देश जहां हम कार्य करते हैं वहां रोजगार के समान अवसर को नियंत्रित करने वाले कानून की तलाश करने की आवश्यकता है हमें सुनिश्चित करना होगा कि अनजाने में भी विभिन्न प्रकार के लोगों के विरुद्ध पक्षपात ना करें इसीलिए मानव संसाधन प्रबंधक की कर्तव्यज़िम्मेदारी होती है कि इन चीजों की तलाश करें और इनके अनुसार कार्य करें बाल मजदूरी तथा बेगारी पर प्रतिबंध है इसीलिए आप जानते हैं मेरा मतलब है बाल मजदूरी बचाओ के लिए देश क्या करता है देश कैसे करता है जो लोग बाल मजदूरी में लिप्त हैं उनके विरुद्ध देश क्या कदम लेता है इसीलिए इन सभी चीजों की जानकारी आवश्यक है मुझे नहीं मालूम यदि मैंने आपको यह उदाहरण दिया है मैंने शायद रुगमार्कका उदाहरण दिया होगा आइकिया मिली थी आप जानते हैं आइकिया ने अपने कार्यों का बहि स्रोतन किया था और क्या पता चलता है कि एक विक्रेता या कुछ विक्रेताओं मैं आइकियाIkea को कालीन बेची है वो बच्चों द्वारा बनाए गए थे या अपने कालीन उन कुटीर उद्योगों से लेते थे जहां बच्चे काम करते थे जैसे आइकियाIkea को यह मालूम हुआ उन्होंने सुधारात्मक कदम उठाए और वे रगमार्क की पूरी संकल्पना के साथ आए इसका अर्थ है कि रगमार्क यह सुनिश्चित करता है या यह मोहर यह मुद्राकन यह सुनिश्चित करता है कि यह कालीन बच्चों के द्वारा नहीं बनाई गई है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित मूल सिद्धांत हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कहां किस देश में व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित नियम बहुत अधिक कठोर होंगे या होने चाहिए उन्हें होने चाहिए आप जानते हो हमें उस प्रदेश में सुरक्षा उपकरणों पर बहुत अधिक खर्च करना चाहिए किस प्रकार का काम हम कर रहे हैं वह भी नियंत्रित करता है कि हम कैसे और किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण लोगों को दे रहे हैं जैसेकि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उदाहरण स्वरूप आप बहुत अधिक गर्म वातावरण मौसम में कार्यरत हैं इसीलिए आप वहां से लोगों को भेजते हैं आप जानते हैंइसीलिए जिस प्रकार का प्रावधान उस प्रकार के वातावरण मौसम में जाने वाले लोगों के लिए बनाते हैं वह बहुत अधिक ठंडे मौसम में जाने वाले लोगों के प्रावधानों से बहुत अधिक भिन्न हो सकता है और वह सब होगा तथा उद्योग के प्रकार जैसे खनन उद्योग में भिन्न हो सकता है कपड़ा उद्योग जहां वैसे चारों तरफ तैरता रहता हैं जो आपके श्वसन तंत्र को बहुत अधिक हानि पहुंचाने की संभावना है पहुंचा सकता है चारों तरफ तैर रहा होगा कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां बहुत अधिक धुआं चारों तरफ उड़ते धातु के टुकड़े शायद चारों तरफ उड़ते शीशे आप अपने कर्मचारियों के सुरक्षा की देखभाल कैसे करते हैं कार्यबल में कमी तथा कारखाने को बंद करना जैसे बड़े बदलाव के पहले कर्मचारियों के समूह से मंत्रणा करना फिर यह बड़ी चुनौती बन जाती है जब हम बहु देश या बहुराष्ट्रीय उपक्रमों से निपटते हैं शिकायत या विवाद समाधान की प्रक्रियाएं हां हम सभी कहते हैं कि आपको अपने पर्यवेक्षक के पास जाना चाहिए अगर पर्यवेक्षक सहमत नहीं होता है तो आपको कुछ लिखित में दीजिए यदि यह कार्य नहीं करता है तब आप यूनियन में जाएं इत्यादि लेकिन यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आप जाने की कानून आपको क्या करने के लिए कहता है और यह भिन्न देशों में भिन्न होगा तो यह है और पुन यदि आपके पास शिकायत है तो आप क्या करते हैं संस्कृति इसका नियंत्रण कर सकती है रोजगार के कार्य प्रणाली का लेखा परीक्षण में आंतरिक या बाह्य निरीक्षक का उपयोग आप अपने रोजगार एक कार्यप्रणाली का लेखा परीक्षण कैसे करते हैं आप अपनी प्रक्रियाओं का लेखा परीक्षण कैसे करते हैं इन चीजों की देखभाल करने के लिए आप क्या करेंगे मानव संसाधन पेशेवरों के लिए यह एक अन्य समस्या है जो विभिन्न देशों में कार्य करते हैं इनके साथ निपटना होगा अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधक के लिए विशेषकर बहुराष्ट्रीय उपक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानदंडों एवं नियमों की समाज अति महत्वपूर्ण है हमें प्रत्येक देशोंजहां बहुराष्ट्रीय उपक्रम कार्यरत है उनके श्रम एवं रोजगार कानूनों तथा अभ्यास का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए यह मैंने अभी कहां है किस हद तक अतिरिक्त प्रादेशिक कानून लागू होंगे विशेषकर उन देशों में जहां ऐसे कानून लागू होते हैं उस का निर्धारण करना तो हमारे पास आप जानते हैं कुछ ऐसे कानून हैं जो भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है कंपनी किस देश में है उसके भौगोलिक क्षेत्र तक कुछ कानून का विस्तार उस भौगोलिक क्षेत्र से बाहर तक है उदाहरण के लिए कुछ समय बाल श्रम कानून या फिर पक्षपातीपक्षपात विरोधी कानून आप जानते हैं ये नहीं है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानून कुछ परिस्थितियों में ये क्षेत्र भौतिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र जहां संगठन कार्यरत है उनसे ऊपर तथा आगे चले जाते हैं ऐसे कानून हैं जो भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है और यह मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि तलाश करें कि कहां क्या प्रयुक्त हो सकता है और उसके अनुसार लागू करें श्रम एवं रोज़गार विषयों जो सभी बहुराष्ट्रीय उपक्रमMNE's मे समान हैं जैसे श्रम संबंधों के अनुकूलन तथा स्थानीय संस्कृति के अभ्यास की समस्याएं का विश्लेषण करते हैं यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि पता लगाया जाए कि कहां चीजें गलत जा रहे हैं क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और देखें एक समाधान का प्रारूप कैसे तैयार हो सकता है Okay Extra territorial laws are factors you know in the case of extra territorial laws the factors that govern the extent to which two operations are determined to be integrated are the first one is interrelationship of the operations in different countries in a multi national enterprise The other is the common management On what levels are you inter dependent on each other ठीक है अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून कारक हैं आप जानते हैं अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून वे कारक जो शासन करते हैं किस हद तक दो संचालन निर्धारित किए जाते हैं एकीकृत होने की हद तय करते हैं पहला हैबहुराष्ट्रीय उपक्रम में भिन्न देशों में कार्यों का अंतर्संबंध दूसरा है सामान्य प्रबंधन आपकी एक दूसरे पर निर्भर था किस स्तर पर है दूसरा है सामान्य प्रबंधन किस स्तर पर आप जानते हैं भिन्न देशों मे संगठन के दोनों कार्यालय संगठन की कौन सी नीतियाँ समान है श्रम संबंधों का नियंत्रण का केंद्रीकरण एक अन्य है इसीलिए कहां कैसे श्रम संबंधों को नियंत्रित करते हैं कहां आप निर्णय लेते हो कि यूनियन को संगठन के अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कहां यूनियनबाजी से दूर रहना चाहिए कैसे आप कर्मचारियों की नाड़ी का आकलन करेंगे सामान्य स्वामित्व तथा वित्तीय नियंत्रण धन का वितरण कैसे होता है आप कहाँ खर्च करते हैं कहां आप सोचते हैं कि आप लाभ अर्जित कर रहे हैं किन शर्तों पर मेजबान देशकी मुद्रा और मूल देश की मुद्रा आप जानते हैं इन चीजों को आप कैसे संरेखण करेंगे ठीक है स्थानीय विदेशी स्वामित्व वाले उपक्रमों में राष्ट्रीय कानून का उपयोग आपके पास तुलनात्मक कानून हो सकते है आपके पास अप्रवासन एवं वीसा कानून हो सकता है वीसा आगंतुक के विदेश में रहने का प्रयोजन है अनुमति है जो मेजबान देश मूल देश के निवासी को देता है देश में आने तथा काम करने के लिए तो आपको उचित सिद्ध करना होगा वे कहेंगे ठीक है ऑफिस में काम कर सकते हैंइतने महीनों के लिए या सालों के लिए या कुछ भी बोरिया बिस्तर सामान के साथ दूसरे देश जाना आप्रवासन है तुलनात्मक कानून सूचना गोपनीयता एवं सुरक्षा फिर सेकिसी भी विदेशी स्वामित्व वाले उद्यम संगठन में कर्मचारियों की सूचनाएं को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है और सूचनाओं की गोपनीयता को नियंत्रित करने वाले कानून अलग है ये एक देश से दूसरे देश में बदलते रहते हैं पक्षपात विरोधी कानून जैसा मैंने आपसे कहा निष्कासन तथा कार्यबल में कटौती कुछ देशों में बहुत स्पष्ट कानून है कि कब आप अपने कार्य बल को निष्कासित कर सकते हैं और कर्मचारी क्या कदम उठा सकते हैं यदि उन्हें अनुभव होता है उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ है दूसरे देशों में इतना स्पष्ट नहीं होंगे इसीलिए हर एक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ऐसा तीन परिस्थितियों में होता है चाहे व्यापार बंद हो गया हो या कार्यस्थल बंद हो रहा हो व्यापार के बंद होने का मतलब आपका व्यापार मृत है आप अपने कार्यों गतिविधियों को समेट रहे आपको अपने कर्मचारियों को बस जाने देना होगा कार्यस्थल जिस भवन में आप कार्य कर रहे हैं वह अब सुरक्षित नहीं है या यह करना होगा आप जानते हैं इसका किराया होने की वजह से और कोई इसे वापस चाहता है या अब यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इसीलिए आप जानते हैं आपका भौतिक स्थान बंद हो रहा है या कार्यों की घटती हुई आर्थिक आवश्यकता आपको निपटने के लिए अधिक तकनीक की आवश्यकता है आपने बहुत क्रियाकलापों को स्वचालित कर दिया है अब आपको बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं है इसीलिए आप अपने कुछ लोगों को निष्कासित करने की आवश्यकता है आपको अपने कार्य बल को घटाने की आवश्यकता है लेकिन आप यह कैसे करेंगे उस क्षेत्र के स्थानीय कानूनों द्वारा नियंत्रित और यह कुछ ऐसा है जिसकी जिम्मेदारी मानव संसाधन प्रबंध की होती है कि इसका पता लगाएं और पालन करें बौद्धिक संपदा बड़ी चीज है यह मेरा एक पसंदीदा विषय है आपको अन्य व्यक्ति के योगदान को अवश्य ही आभार प्रकट करना चाहिए एक व्यक्ति जो एक ज्ञान खंड का सृजन किया है उसे हमेशा उसका उचित श्रेय दिया जाना चाहिए बौद्धिक संपदा को कैसे विश्व के अन्य भागों में सुरक्षित रख सकते हैं आपको मालूम है यह एक देश से दूसरे देश में बदलता रहता है इसे नियंत्रित करने वाले कानून एक देश से दूसरे देश से भिन्न है आपने देखा होगा कि मेरे सभी पट्टीकाओं स्लाइड मे जो आप जानते हैं मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा स्रोत का संदर्भ दिया करती हूं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है यह कुछ वह नहीं है आप जानते हो मैं खुद का लेकर नहीं आई हूं यह कुछ नहीं है जो मेरे अंतर्दृष्टि मे था मैंने इस जानकारी को ब्रिस्स्को स्कुलर और क्लॉसद्वारा लिखी पुस्तक से लिया है मैंने पहले ही आपको यह पुस्तक दिखाई है इसीलिए मैं इन लेखकों के कार्य का आभार प्रकट किया है और मैं उन्हें इसके लिए उचित श्रेय दे रही हूं इसे बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कहते हैं हर कीमत पर संगठन के कर्मचारियों को इसकी रक्षा करनी चाहिए या जिसने किसी ज्ञान खंड की रचना की है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं उसे उचित श्रेय देना चाहिए यह अत्यंत आवश्यक है अनेक संगठन अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधों को नियंत्रित करती हैं आपके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघीकरण यूनियन बाजी हो सकता है इसका स्थानीय होना जरूरी नहीं है आपके पास एक ही कंपनी के विभिन्न कारखानों में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं तो ये लोग ऑनलाइन मेल मिलाप कर सकते हैं वे साथ मिलने तथा काम करने के रास्ते तलाश कर सकते हैं या यूनियनबाजी या एक साथ इकट्ठा होना और एक आवाज होना यह अंतरराष्ट्रीय यूनियन की सदस्यता किसी अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के लिए बड़ी चिंता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधों की क्रमागत उन्नति और संगठन विभिन्न संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संबंधों की देखभाल कर रहे हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस स्वतंत्र श्रमिकसंघों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघयूरोपियन ट्रेड यूनियन परिषद ओ सी इ डी की केंद्रीय सलाहकार समिति ग्लोबल यूनियन फेडरेशन इत्यादि एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय संघीकरण की अनुमति देते हैं व्यवहारिक रुप से यूनियन बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को ऐसे देखते हैं जो कार्य को कम सामाजिक सुरक्षा तथा कम वेतन और लाभ वाले देशों में करने में सक्षम होते हैं उन देशों से दूर रहते हैं जहां मजबूत यूनियन और मजबूत सुरक्षा तथा उच्च वेतन और लाभ होते हैं अब यूनियन अंतर्राष्ट्रीय यूनियन अनुभव करते हैं कि बहुराष्ट्रीय उपक्रम जानबूझकर वैसे देश को देखते हैं जहां वेतन का दर कम है और उन्हें यह पसंद नहीं है यह उनकी सोच है उन्हें ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं क्योंकि वे न्यूनतम प्रयास से अधिकतम लाभ लेने चुसने की कोशिश करते हैं यह लाभ अर्जित करने की कुंजी है लेकिन उन्हें लगता है कि उनके साथ अनुचित है क्योंकि वे उन देशों में जाते हैं जहां सामाजिक सुरक्षाकम है वे एक देश के कार्यकर्ता को जो दूसरे देश के कार्यकर्ता की प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं उन्हें अपनी नौकरियों को बचाने के लिए वेतन तथा लाभांश की बोली कम करने के लिए मजबूर करते हैं यूनियन बहुराष्ट्रीय यूनियनों तथा इन बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को लगता है कि संगठनों बहुराष्ट्रीय उपक्रमों उन्हें चाहे स्पष्ट रूप में या सूक्ष्म रूप से धमकाते हुए कहते हैं कि आप जानते हो यदि आप अपनी वेतन कम नहीं करते हैं तो हम दूसरे देश में अपने कार्यालय स्थापित कर लेंगे जहां वेतन की दरे काफी कम होंगी और वहां से श्रम मज़दूर प्राप्त कर लेंगे इसीलिए यदि कोई आपको कहता है कि और जब आपको पहले से नौकरी की आवश्यकता है तब आप क्या कहेंगे आप कहेंगे ठीक है मैं अपनी नौकरी करुँगा मैं कम वेतन के साथ काम करूँगा बजाय इसके कि आप अपने यूनियन के अधिकार का उपयोग करें और कहेंगे मेरी न्यूनतम वेतन इतनी होगी और यदि आप मुझे नहीं देंगे मैं छोड़ दूंगा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं जब संगठन के पास दूसरे देश मे जहां कार्यालय स्थापित करने की कीमत कम का विकल्प होगा तो यही यूनियन को अनुभव होने लगता है यूनियनों को यह भी महसूस होता है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रमMNE's मज़दूरों के लाभ के कानूनी अधिकारों के अंतर का लाभ उन देशों में जहां कार्यबल के समायोजन की लागत कम होती है वहां कार्यों का पुनर्रचना द्वारा लेते हैं और इसीलिए इन कम लाभ वाले देशों में जबरन विस्थापन का अत्यधिक भार मजदूरों पर पड़ता है उन्हें लगता है कि कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि उन्हें स्थानांतरण के लिए मजबूर किया गया है जहां जीवन यापन की लागत कम होती है इसीलिए वे कम वेतन देते हैं और उन्हें लगता है कि आप जानते हैं वे अनुबंध का निर्माण करेंगे उनके अनुबंध मे कहते हैं हस्तांतरण अपरिहार्य है और इन लोगों को वहां रख देते हैं और तब आप जानते हैं घर किराया भत्ता कम हो जाएगा और इसीलिए लोगों को महसूस होगा लगने लगे थे कि धोखा हुआ है बाहरी मजदूरों को एक देश में श्रम विवाद के प्रकरण मेंक्योंकि नगदी की प्रवाह तथा व्यापार को बनाए रखने की क्षमता कम से कम आंशिक रूप से उन देशों जहां कोई विवाद नहीं है इसीलिए यूनियनों को भी महसूस होता है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रम ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां लोग प्रबंधन से झगड़ा नहीं करते हैं या बहुत उत्सुक नहीं होते हैं वह मान लेते हैं जो कुछ प्रबंधन उन्हें देता है और वह अत्यधिक इन स्थानों पर नदी की प्रवाह अधिक होती है इसीलिए कंपनी तालाबंदी तथा हड़ताल वहन कर सकता है उन्हें यूनियन की मांगों के आगे समर्पण की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए ये कुछ चुनौतियां है जिनके साथ मानव संसाधन प्रबंधक को बहुराष्ट्रीय उपक्रमों में निपटने की आवश्यकता पड़ती है बहुराष्ट्रीय सौदेबाजी सौदेकारी की बाधाएं जब आप बहुराष्ट्रीय उपक्रम के यूनियन का हिस्सा होते हैं वहां कुछ बाधाएं होती है जो दोनों ओर से कोई भी महसूस कर सकता है चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधक हैं या यूनियन के सदस्य विभिन्न देशों में औद्योगिक संबंधों के कानून तथा अभ्यास की विविधता नियंत्रण करेगी कैसे आप वे नियंत्रण करेंगे आप कैसे सौदेबाजी सौदेकारी करेंगे किस स्तर पर सौदेबाजी सौदेकारी करेंगे क्या अनिवार्य है क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है इत्यादि श्रम संबंधों के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्रीकृत प्राधिकरण या वैश्विक श्रम क़ानूनों की कमी इसीलिए यदि आपके पास कोई भी अंतरराष्ट्रीय श्रम कानून का अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण नहीं होता लोगों को महसूस होता है एक पक्ष या दूसरे कमजोर पक्ष का लाभ ले सकता है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता एक अन्य विषय है नियोक्ता का विरोध एक अन्य विषय है इसीलिए यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर अनिच्छा जाहिर करता है क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को अक्सर डर होता है कि बहुराष्ट्रीय सौदेबाजी सौदेकारी मे उनकी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को हस्तांतरित कर दी जाएगी इसीलिए लोगों को लगता है कि अनेक विषय उनके सौदेबाजी सौदेकारी शक्ति में बाधा पहुंचाते हैं इसीलिए उन्हें लगता है कि नियोक्ता उनकी सौदेबाजी सौदेकारी का विरोध कर सकती है उन्हें महसूस होता है कि यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर विमुख है क्योंकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह करते हैं कुछ कहते हैं बहुराष्ट्रीय अधिकारी बहुराष्ट्रीय नेता शायद उन्हें खारिज कर दें क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर शायद महत्वपूर्ण हो या शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण हो ठीक है यूनियन के लिए केंद्रीकृत निर्णय करने वाला प्राधिकरण अधिकारी की कमी राष्ट्रीय सीमाओं के पार यूनियनों की गतिविधियों में समन्वय की कमी पुन कैसे आप इन गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे कैसे हैं आप विभिन्न देशों के नागरिकों को समझाएंगे कि कुछ विषय शायद आपके लिए भी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अंतर एक अन्य विषय है आप अपने निजी आवश्यकताओं को कैसे जानेंगे उनकी प्राथमिकता कैसे निर्धारित करेंगे जो कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है शायद दूसरे देशों के लोगों कोई कार्य नहीं हो दूसरे देश के कार्यकर्ताओं की चिंता के लिए स्थानीय चिंताओं को कम महत्व देने में कर्मचारी की अनिच्छा इसीलिए वे नहीं चाहते हैं कि मेरा मतलब है आप जानते हैंयह सिर्फ वही बात है जिसे कई बार सूक्ष्म तरीकों से दोहराया गया है और यह है हम नहीं चाहते हैं कि अन्य देशों में लोग हमें लगता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह अन्य देशों के लोगों की चिंताओं से अधिक महत्वपूर्ण है इसीलिए हमें हमारी आवश्यकताओं को सामूहिक आवश्यकताओं से अधिक प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति होती है और यह समस्याओं को पैदा कर सकता है और यह इसका दोष हो सकता है या यह अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के रूप में हमारी अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी सौदेकारी मे पीछे करती है या कटौती करती है प्रश्न जो वैश्विक सहयोग के समय संबोधित किए जाने चाहिए जब हम कुछ प्रश्नों को एक साथ जोड़ते करते हैं कुछ प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता है जैसे विवादों के निपटारे मे कौन से नियम लागू होंगे क्या मेजबान देश के कानून लागू होंगे क्या मूल देश के कानून लागू होंगे मोलभाववार्ता की प्रक्रिया में कौनसे नियम लागू होंगे यह एक अन्य है मोलभाव वार्ता किस कानून के तहत होगी उदाहरण के लिए दो या अधिक देशों की कंपनियों के मोलभाव वार्ताएं किस कानून के तहत होगा यह वैश्विक सहयोग के समय संबोधित किए जाने वाला दूसरा प्रश्न है तो कौन सा कानून प्रथमता लिया जाएगा कौन सा नियम प्रथमता लिया जाएगा बहुराष्ट्रीय उपक्रम और श्रम संबंध कुछ दृष्टिकोण हमारे पास बहुराष्ट्रीय संगठनों श्रम संबंधों के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं हमारे पास दूर रहो दृष्टिकोण है जहां स्थानीय प्रबंधक सभी चीजों को संचालित करता है केंद्रीय प्रशासन कहता है हम इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तब अन्य दृष्टिकोण हो सकता है एक कदम आगे एक कदम सहयोग की ओर की निगरानी हो सकती है स्थानीय प्रबंधक सभी चीजों को संचालित करते हैं लेकिन चीजों पर नजर रखने के लिए इसकी सूचना वरिष्ठ प्रबंधन को देते हैं वरिष्ठ प्रबंधन कहते हैं ठीक है क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं दूर रहो तरीका है आप अपनी समस्याओं से खुद निपटो हमें नहीं बताओ इसका पता लगाओ आप जानते हैं यदि कुछ घटित होता है हम उससे निपटते हैं लेकिन जहां तक संभव है सिर्फ अपनी समस्याओं से निपटने हैं और उसके साथ ही रहते हैं निगरानी का अभिप्राय है आप अपनी समस्याओं से निपटने हैं लेकिन बस हमें परिपथ में रखें इसीलिए यदि हमें लगता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है हम हस्तक्षेप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे हम जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या चल रहा है मार्गदर्शन और परामर्श इसीलिए मूल कंपनी से मुख्य प्रशासन से मुख्यालय से थोड़ा अधिक जुड़ाव है मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्रीय प्रबंधन से स्थानीय प्रबंधन को निरंतर परामर्श उन्हें मालूम है क्या हो रहा है और वे जैसी आवश्यकता होती है निरंतर हस्तक्षेप करते हैं रणनीतिक योजना बनाना एक अन्य विषय है वैश्विक रणनीति स्थानीय क्रियाकलापों तथा प्रबंधन का नियंत्रण करते हैं वैश्विक रणनीति निर्णय करती है चाहे वैश्विक रणनीति निर्णय करती है या स्थानीय क्रियाकलापों तथा प्रबंधन का प्रभाव इसीलिए केंद्रीय स्तर पर नियमों का निर्णय होता है तथा केंद्रीय स्तर पर रणनीति का निर्णय होता है तथा स्थानीय स्तर पर लागू होता है सीमाएं तय करना तथा अपवादों को स्वीकृत करना यहां स्थानीय प्रबंधक को बहुत सीमित स्वतंत्रता दी जाती है अपवादों की स्वीकृत मुख्यालय से लेना आवश्यक है अन्य बात है तो आप जानते हैं आप देख सकते हैं इन प्रत्येक चरणों में आप जानते हैं हम अधिक से अधिक संगठन के मुख्य प्रशासन से जुड़ाव के बारे में बात करते हैं पूर्णत मुख्यालय से संचालन तब मुख्यालय कहता है आप सिर्फ वही करें जो हम आपको करने के लिए कहते हैं अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेना है मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन तथा लाइन प्रबंधन का एकीकरण वैश्विक रणनीति स्थानीय प्रबंधन के साथ हाथ में हाथ डाल कर काम करती है इसीलिए मुख्यालय केंद्रीय मुख्यालय कहता है कि आप बस वही करें जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं हम आप के हितों का ध्यान रखेंगे सभी चीजों का निर्णय हम करेंगे और आप कुछ हद तक आप जानते हैं जो कुछ हम कह रहे हैं उसके साथ ही चलें पूर्णत मुख्यालय से संचालन थोड़ा अधिक दूर वे कहेंगे हम आपको बताएंगे क्या करना है हमें चिंता नहीं है कि जमीन पर क्या चल रहा है लेकिन जब हम एकीकरणintegration के बारे में बात करते हैं हम केंद्रीय मुख्यालय या मूल कंपनी के मुख्यालय मे स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने तथा उनका उनके निर्णीत नीतियों में एकीकृत करने के बारे में बात कर रहे हैं स्थानीय यूनियन वातावरण के विषयों की चिंता वर्तमान श्रमिक यूनियन जो पहले से वहां है तब संगठन का स्तर एक अन्य है इन यूनियन का वातावरण कैसे व्यवस्थित है केंद्र की परिसीमा केंद्र क्या है केंद्र का विस्तार कितना है लोगों की संबद्धता श्रमिक यूनियनों का घनत्व के प्रकार वहां उस यूनियन में कितने लोग हैं जो श्रम संबंधों को केंद्रित है वार्ता के सहयोगी आप जानते हैं आप किसके साथ वार्ता कर रहे हैं इत्यादि नियोक्ताओं के संघ Employer's associations आपके पास नियोक्ताओं के संघ भी हो सकते हैं ना सिर्फ पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं की बल्कि नियोक्तागन इकट्ठा होकर परिसंघ बना सकते हैं और कहते हैं कि इस उद्योग में हम इस प्रकार से करेंगे इसीलिए क्रियाकलापों की प्रणाली आप अपने क्रियाकलापों को कैसे पूरा करते हैं आमतौर पर यूनियन के समझौतों में जो विषय शामिल होते हैं स्थानीय यूनियन वातावरण से संबंधित होते हैं यूनियन के समझौतों को बांधने वाली शक्ति एक देश से दूसरे देश में बदल सकती है हड़ताल और औद्योगिक कार्य औद्योगिक कार्य क्या है हड़ताल से निपटने के लिए संगठन क्या कार्य करती है इसीलिए संगठने किस प्रकार के कानूनों का ध्यान रखती है जो उनके संगठन में होने वाले हड़ताल से निपटने वाले कार्यों का नियंत्रण करती है अंतरराष्ट्रीय श्रम संबंध आपके पास कार्य परिषद हो सकता है कार्य परिषद का निर्माण संगठन के कार्यबल निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है उन्हें संगठन से संबंधित निर्णय में सूचना प्राप्त करने तथा परामर्श देने का अधिकार है इसीलिए यूनियन नहीं है यह थोड़ा अधिक है यह संगठन के कर्मचारियों के यूनियन का एक छोटा प्रकार है और इसका निर्माण संगठन के कार्यबल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और उन्हें सभी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होता है और उन्हें संगठन के निर्णयों में योगदान का अधिकार होता है सह निर्धारणअंतरराष्ट्रीय श्रम संबंधों को स्थापित करने का एक अन्य रास्ता है यह कानूनी आवश्यकता है जिसमें कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बोर्ड निदेशक मंडल प्रतिनिधित्व होता है और संगठनों में लिए जाने वाले अहम निर्णयों रणनीतिक निर्णयों में हिस्सा लेते हैं और कर्मचारी प्रतिनिधियों की सहमति की आवश्यकता है मुख्य निर्णय लेने की कुछ प्रणालियां है एक है दोहरी व्यवस्था जहां पर्यवेक्षक मंडल मे एक तिहाई कर्मचारी होते हैं तथा पर्यवेक्षण निदेशक मंडल करता है एकल स्तरीय प्रणाली सिर्फ एक निदेशक मंडल का सदस्य तथा दो या तीन कर्मचारी वहां केवल एक निदेशक मंडल का सदस्य दो या तीन कर्मचारी होते हैं वहां मिश्रित व्यवस्था जहां कर्मचारियों की भागीदारी अनिवार्य है लेकिन सिर्फ सलाहकार के रूप में वे सिर्फ कह सकते हैं क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए इसीलिए वास्तव में उनके पास निर्णय में योगदान का अधिकार नहीं है लेकिन वे कर सकते हैं इसीलिए इसे सह निर्णयों की व्यवस्था कहते हैं वैश्विक संबंधों में कानूनी अड़चनें का खतरावैश्विक संबंधों में कानूनी अड़चनों का खतरा एक अन्य विषय है जिससे संगठनों को समय समय पर निपटना पड़ता है रणनीतिक वैश्विक औद्योगिक संबंधों की नीतियां का विकास एक अन्य विषय है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम संबंधों के विषयों से निपटने वाले लोग मानव संसाधन प्रबंधक इससे में निपटते हैं तो आप कैसे ऐसी औद्योगिक संबंधों की नीति बनाते हैं जो पूरे विश्व में या विश्व के विभिन्न हिस्सों के कर्मचारियों को स्वीकार्य हो जो एक को स्वीकार्य हो दूसरे को शायद शिकार ना हो नैतिकता की अंतरराष्ट्रीय संरचना हम निरपेक्षता के बारे में बात किया है और पिछले व्याख्यान में से एक में हमने सापेक्षवाद के बारे में बात किया था इसीलिए इसका भी निर्धारण एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में एक देश से दूसरे देश में बदल सकता है और यदि नैतिक रूप से निरपेक्ष संस्कृति एक कंपनी जिसकी संस्कृति नैतिक रूप से निरपेक्ष है अपने आप को ऐसे वातावरण में पाती है जहां नैतिक रूप से सापेक्षवाद को निरपेक्षता के ऊपर वरीयता दी जाती है वहां विवाद संघर्ष हो सकता है और इसके विपरीत घूसखोरी और भ्रष्टाचार अन्य चीज है जिसके साथ लोगों को निपटना होता है कुछ देशों में रिश्वत घूसखोरी को स्वीकार व्यापार अभ्यास माना जाता है पुन यह इस पुस्तक से है इसीलिए मैं अनुमान कर रही हूं यह ठीक है मेक्सिको में यह रिश्वत नहीं है ऐसा दिया गया है वहां इसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं अधिकांश देशों में सरकारी कार्यालयों में रिश्वत अपराध है लेकिन पुन यहां मेक्सिको में इसे ला मोरदीदा कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में इसे दाश कहते हैं मुझे विश्वास है मैं इन शब्दों का उच्चारण सही कर रही हूं मध्य पूर्व भारत तथा पाकिस्तान में आप इसे बक्शीश कहेंगे यह स्वीकार्य नहीं है यह पुस्तक कहती है यह स्वीकार्य व्यापार अभ्यास है भारत में रिश्वतखोरी स्वीकार्य नहीं है लेकिन यह होता है आप जानते हैं चलिए इसे स्वीकार करते हैं निजी संगठनों में ऐसा होता है आप जानते हैं मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई कानून है जो इसे नियंत्रित करता है या वर्गीकृत करता हो कि कोई भी धन बिना दस्तावेजों के हाथों में आदान प्रदान होता है तो गैर कानूनी है मैं इसके लिए बहुत अधिक आश्वस्त नहीं हूं चाहे जो हो इसे बक्शीश कहा जाता है जर्मनी में स्कीममेंजलत इटली में बुस्टारेल्ला कहा जाता है इसीलिए इसे अनेकों नाम दिए गए हैं नियंत्रित करने वाले कानून उस देश का कानून निर्णय करेगा कि कितना और कब इसे गैर कानूनी मानना है लेकिन रिश्वत तो रिश्वत होता है रिश्वत एक वादा है कि मैं आपको यह धन दे रहा हूं कृपया बदले में मेरा यह काम कर दीजिए और रिश्वत से हर कीमत पर बचना चाहिए तो हम यहां रुकेंगे और हम अगले व्याख्यान में अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करेंगे आपका बहुत धन्यवाद